पिछले सत्र में हम 3 फेज बैलेंस्ड सिस्टम के लिए पावर मेज़रमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के बारे में अपनी समझ के साथ चर्चा शुरू करेंगे और फिर हम यह भी चर्चा करेंगे कि अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के मामले में पावर का मेज़रमेंट कैसे करें आइये आज के लेक्चर की हमारी चर्चा शुरू करते हैं पहले हमें यह समझें कि अनबैलेंस्ड सिस्टम क्या है तो अनबैलेंस्ड सिस्टम दो संभावित स्थितियों के कारण होता है वो क्या है सोर्स वोल्टेज मैगनीटुड में बराबर नहीं है और या फेज में अंतर है उस एंगल से जो बराबर नहीं है इसका मतलब है कि एक बैलेंस्ड सिस्टम के लिए हम आम तौर पर जानते हैं कि फेज एक दूसरे के संबंध में समान रूप से समान दूरी पर होते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री अलग होते हैं लेकिन अनबैलेंस्ड सिस्टम के मामले में फेज ठीक 120 डिग्री अलग नहीं होंगे कुछ फेज का अंतर होगा उस मामले में हम कहेंगे कि सिस्टम अनबैलेंस्ड है दूसरा मामला अनबैलेंस्ड लोड का मामला हो सकता है जहां लोड इम्पीडेन्स बराबर नहीं हैं ये दो संभावित स्थितियां हैं जिनके तहत हम कहते हैं कि 3 फेज सिस्टम अनबैलेंस्ड है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड सिस्टम अनबैलेंस्ड वोल्टेज सोर्स या अनबैलेंस्ड लोड के कारण है अब इस सत्र में अनबैलेंस्ड सिस्टम से संबंधित एनालिसिस को सरल बनाने के लिए हम मान लेंगे कि सोर्स बैलेंस्ड है जिसका मतलब है वोल्टेज मैगनीटुड के साथ साथ एंगल भी बैलेंस्ड वोल्टेज सोर्स के अनुसार हैं लेकिन लोड अनबैलेंस्ड है इसका मतलब है कि लोड इम्पीडेन्स जो और है बराबर नहीं है तो उस मामले में अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के लिए विभिन्न इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स सीधे मेष या नोडल एनालिसिस से निकाले जा सकते हैं तो इस डायग्राम में जिसे हमने इस स्लाइड में देखा था यह एक उदाहरण है अनबैलेंस्ड 3 फेज स्टार स्टार या आप वाई वाई सिस्टम भी कह सकते हैं जिसमें बैलेंस्ड सोर्स है बैलेंस्ड सोर्स इन नोड्स के पीछे है जिसे हम देख रहे हैं इसलिए हम उसे डायग्राम में नहीं दिखा रहे हैं लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य अनबैलेंस्ड लोड मानकर सर्किट का एनालिसिस करना है हम डायग्राम में केवल अनबैलेंस्ड लोड दिखा रहे हैं तो हम केवल अनबैलेंस्ड लोड देखेंगे जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था यहां अनबैलेंस्ड लोड के मामले में और फेज इम्पीडेन्स हैं जो बराबर नहीं हैं अब जब हम लाइन करंट निकालते हैं तो हम लाइन करंट ओमस Ohm's लॉ की मदद से निकालते हैं तो अब अनबैलेंस्ड लाइन करंट का यह सेट न्यूट्रल वायर में करंट उत्पन्न करता है क्योंकि लाइन करंट का टोटल जोड़ जो कि है 0 नहीं होगा जिसे हमने बैलेंस्ड सिस्टम के मामले में देखा था तो उस स्थिति में यदि हम नोड N पर KCL लगाते हैं तो हमें न्यूट्रल करंट की वैल्यू मिलती है अब उस मामले में जहां हम 3 वायर सिस्टम देखते हैं इसका मतलब है कि न्यूट्रल लाइन नहीं है हम अभी भी लाइन करंट को मेष एनालिसिस का उपयोग कर पा सकते हैं लेकिन उन मामलों में जब न्यूट्रल लाइन नोड n पर नहीं है KCL तब भी लागू होगा इसका मतलब है कि अब हमने स्टार स्टार या वाई वाई कनेक्टेड सिस्टम की मदद से एनालिसिस किया है हम उसी तरह अनबैलेंस्ड डेल्टा वाई वाई डेल्टा या डेल्टा डेल्टा 3 फेज 3 वायर सिस्टम के लिए कर सकते हैं तो जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था कि लंबी दूरी के पावर ट्रांसमिशन कंडक्टरस 3 के मल्टीपल्स में होते हैं अर्थात हमारे पास 3 फेज 3 वायर सिस्टम है जिसका उपयोग किया जाता है उस स्थिति में पृथ्वी स्वयं एक न्यूट्रल कंडक्टर के रूप में कार्य करेगी तो हम लम्बी ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल कंडक्टर नहीं रखते हैं हम पृथ्वी को एक न्यूट्रल कंडक्टर के रूप में उपयोग करते हैं अब अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में पावर की गणना करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें आवश्यकता है कि हम प्रत्येक फेज में उस इक्वेशन का उपयोग कर पावर प्राप्त करें जो हमने पहले भी देखा है तो फेज में रियल पावर को हम लिख सकते हैं टोटल पावर एक फेज में पावर के तीन गुना नहीं है बल्कि तीनो फेज में पावर का एडिशन है अब हम देखते हैं कि हम इस पावर को कैसे नापेंगे क्योंकि हमने पाया है कि अनबैलेंस्ड स्थिति के तहत हम पावर की वैल्यू प्रत्येक फेज में व्यक्तिगत पावर के एडिशन से प्राप्त करेंगे इस पावर को कैसे निकालेंगे या कैसे नापेंगे 3 फेज पावर मेज़रमेंट के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करेंगे आइए हम उन तकनीकों पर चर्चा करें जिनका उपयोग हम 3 फेज की पावर के मेज़रमेंट के लिए करेंगे तो यदि हम बैलेंस्ड सिस्टम के मामले में वाट मीटर का उपयोग करते हैं तो सिंगल वाट मीटर का उपयोग 3 फेज सिस्टम में एवरेज पावर के मेज़रमेंट के लिए किया जा सकता है क्योंकि जब हमारे पास सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस्ड है तो प्रत्येक फेज में पावर बराबर होगी इसलिए यदि हम एक सिंगल फेज के लिए पावर मेज़रमेंट करते हैं तो टोटल पावर 1 वाट मीटर की रीडिंग के तीन गुना होगी अब यदि सिस्टम अनबैलेंस्ड है तो उस स्थिति में सिंगल वाट मीटर मेथड का उपयोग नहीं किया जा सकता है उस स्थिति में हमें अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के मामले में टोटल पावर का पता लगाने के लिए या तो दो या तीन सिंगल फेज वाट मीटर की आवश्यकता होती है आइए पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि हम पावर मेज़रमेंट के लिए 3 वाट मीटर मेथड का उपयोग कैसे करेंगे हम लाइन के प्रत्येक फेज में जुड़े वाट मीटर का उपयोग करेंगे हम करंट कॉइल को सीरीज में और पोटेंशियल कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल का मतलब न्यूट्रल जीरो है या आप किसी भी लाइन पर विचार कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम a और o के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर पता लगाने में सक्षम हैं तो वोल्टेज होगा जो पोटेंशियल कॉइल द्वारा दिया जाएगा और टोटल पावर मीटर से मिलेगा इसी तरह और मीटर को अलग अलग फेज से जोड़ा जाएगा जो कि b और c है और पोटेंशियल कॉइल जो कि वोल्टेज कॉइल को फेज और रेफेरेंस नोड के बीच जोड़ा जाएगा तो हम इस व्यवस्था में रेफेरेंस नोड को o मान रहे हैं अब हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि हम टोटल पावर को कैसे निकालेंगे 3 फेज लोड के मामले में जो वाई या डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है या बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड हो सकता है तो अब हम देखते हैं कि इस लोड द्वारा कॉनसूएम की जाने वाली टोटल पावर को कैसे निकालेंगे रीडिंग की मदद से जो हमें इन तीन वाट मीटर से मिलती है अब 3 वाट मीटर मेथड 3 फेज सिस्टम में पावर मेज़रमेंट के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है जहां पावर फैक्टर लगातार बदल रहा है तो 3 वॉट मीटर मेथड के मामले में टोटल एवरेज पावर तीनो वॉट मीटर की रीडिंग का अलजेब्रिक एडिशन होगा जहां और वॉट मीटर और की रीडिंग है अब हमने रीडिंग कॉमन पॉइंट ओ के रेफेरेंस में लिया है तो हमने इसे मनमाने ढंग से चुना है लेकिन आम तौर पर वाई कनेक्टेड के मामले में ओ कुछ भी नहीं बल्कि न्यूट्रल पॉइंट होगा ताकि वोल्टेज जो आप पोटेंशियल कॉइल पर देखते हैं वह फेज वोल्टेज होगा अब यदि लोड डेल्टा कनेक्टेड है तो उस स्थिति में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा उस स्थिति में रेफेरेंस पॉइंट ओ को किसी भी फेज से जोड़ा जा सकता है तो हम ए बी या सी से कनेक्ट कर सकते हैं अगर लोड डेल्टा कनेक्टेड है उदाहरण के लिए यदि पॉइंट o फेज b से जुड़ा है जो कि पॉइंट b है तो वाट मीटर W2 में वोल्टेज कॉइल की रीडिंग 0 होगी तो इसलिए वाट मीटर W2 से हमें जो रीडिंग मिलेगी वह 0 होगी इसका मतलब है कि इस मामले में वाट मीटर W2 को जोड़ना आवश्यक नहीं है हम पावर की खपत का विवरण प्राप्त करने के लिए केवल दो वाट मीटर का उपयोग कर सकते हैं हम यह भी देखेंगे कि टोटल पावर मेज़रमेंट के लिए दो वॉट मीटर कैसे पर्याप्त है तो अब यह व्यवस्था है जिसे आप 2 वाट मीटर मेथड के मामले में देखेंगे जब आपको लोड द्वारा कॉनसूएम की जाने वाली टोटल पावर का पता लगाने के लिए कहा जाएगा यहां फिर से लोड 3 फेज है यह स्टार या डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है या यह बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड हो सकता है इस मामले में यदि आप वाट मीटर की व्यवस्था देखते हैं तो करंट कॉइल फेज a और फेज c के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है और पोटेंशियल कॉइल दो फेज के बीच जुड़ा हुआ है तो के लिए पोटेंशियल कॉइल ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है और के लिए पोटेंशियल कॉइल सी और बी के बीच जुड़ा हुआ है तो 2 वाट मीटर मेथड 3 फेज पावर मेज़रमेंट के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है दोनों वाट मीटर को ठीक से जोड़ा जाना चाहिए जैसा हम इस डायग्राम में देखते हैं दो किसी भी दो फेज के लिए जो हमने देखा है अब ध्यान दें कि प्रत्येक वॉट मीटर का करंट कॉइल लाइन करंट का मेज़रमेंट करता है तो क्योंकि यह लाइन में जुड़ा हुआ है जबकि संबंधित पोटेंशियल कॉइल या हम यह भी कहते हैं कि वोल्टेज कॉइल दो लाइन के बीच जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि आपको लाइन वोल्टेज मिलेगा अब आप यह भी ध्यान दें कि वोल्टेज कॉइल का प्लस माइनस टर्मिनल उस लाइन से जुड़ा होता है जिससे संबंधित करंट कॉइल जुड़ा होता है तो यदि आप वाट मीटर कनेक्शन की डायरेक्शन देखते हैं तो आप पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट करेंगे जहां से करंट कॉइल जुड़ा हुआ है अब हालांकि व्यक्तिगत वाट मीटर किसी भी फेज द्वारा ली गई पावर का रीडिंग नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये वोल्टेज हैं जो पोटेंशियल कॉइल पर आ रहे हैं हर फेज का वोल्टेज नहीं है उस स्थिति में व्यक्तिगत वाट मीटर आपको हर फेज या किसी विशेष फेज में जहां यह जुड़ा हुआ है की पावर कॉनसूएम रीडिंग नहीं देगा लेकिन दोनों वाट मीटर की रीडिंग का अलजेब्रिक एडिशन हमें देगा जो लोड द्वारा टोटल अब्सोर्बेड एवरेज पावर के बराबर होगा और यह इस बात की परवाह किए बिना है कि लोड वाई या डेल्टा कनेक्टेड है या लोड बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड है तो टोटल पावर 2 वाट मीटर रीडिंग के अलजेब्रिक एडिशन के बराबर होगी अब हम समझते हैं कि हम कैसे साबित कर सकते हैं कॉनसूएम की गई टोटल पावर 2 वाट मीटर रीडिंग के एडिशन के बराबर है आसानी के लिए हम 2 वाट मीटर मेथड बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के लिए लेंगे ताकि हम टोटल पावर की खपत बनाम व्यक्तिगत वाट मीटर रीडिंग के संबंध को स्थिर कर सकें तो यह साबित होगा कि टोटल पावर की खपत 2 वाट मीटर रीडिंग के अलजेब्रिक एडिशन के अलावा और कुछ नहीं है तो इसके लिए इस सर्किट व्यवस्था पर विचार करें इसमें आपको फेज a और b के बीच वोल्टेज का अंतर दिखाई देगा फेज b और c के बीच है इसलिए लिखा गया है क्योंकि पोटेंशियल कॉइल c से b जुड़ा हुआ है तो हम c को प्लस पॉइंट और b को माइनस के रूप में मानेंगे इसलिए पोटेंशियल कॉइल पर पोटेंशियल होगा क्योंकि हम b को वाट मीटर कॉइल के कनेक्शन के लिए रेफेरेंस पॉइंट मानते हैं अब वह करंट है जो b फेज में फ्लो हो रहा है a फेज में और c फेज में तो ये लाइन करंट भी हैं अब आसानी के लिए हमने मान लिया है कि लोड बैलेंस्ड है तो हम कहेंगे कि लोड का इम्पीडेन्स तीनों फेज में है अब इस विशेष अध्ययन का उद्देश्य यह है कि लोड द्वारा अब्सोर्बेड एवरेज पावर को निकालने के लिए 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग होगा अब चूंकि हमने वाई कनेक्टेड लोड पर विचार कर लिया है और हम मानते हैं कि सोर्स a b c सीक्वेंस में है तो उस स्थिति में यदि आप इसे फेजर में परिवर्तित करते हैं तो यह होगा तो हम मानते हैं कि लोड इम्पीडेन्स वोल्टेज कॉइल को अपने करंट कॉइल से थीटा से लीड करने का कारण बनेगा क्योंकि यह लोड लगाया गया हैं तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर कोस थीटा है इसके अलावा अगर हमें याद है कि हमने बैलेंस्ड स्टार स्टार या वाई वाई कनेक्टेड नेटवर्क के मामले में जो चर्चा की थी हमने देखा था कि लाइन वोल्टेज संबंधित फेज वोल्टेज से 30 डिग्री से लीड करता है उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि फेज करंट और लाइन वोल्टेज के बीच टोटल फेज का अंतर होगा यह हमें मिल गया है जब हम फेज वोल्टेज को एक रेफेरेंस के रूप में लेते हैं तो लाइन वोल्टेज 30 डिग्री से लीड करेगा उस स्थिति में एवरेज पावर जो वाट मीटर है इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि वाट मीटर 2 की रीडिंग एवरेज पावर है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का उपयोग करते हैं 2 वाट मीटर रीडिंग के एडिशन और डिफरेंस का पता लगाने के लिए तो हम इन दो फार्मूला का उपयोग करेंगे पावर की टोटल वैल्यू का पता लगाने के लिए ऊपर से यह देखा जा सकता है कि 2 वाट मीटर मेथड में वाट मीटर की रीडिंग का एडिशन टोटल एवरेज पावर देता है अर्थात्

इस प्रकार 2 वाट मीटर मेथड न केवल टोटल रियल और रिएक्टिव पावर देता है इसका उपयोग पावर फैक्टर को निकालने के लिए भी किया जा सकता है ऊपर दी गई इक्वेशन से यह देखा जा सकता है कि • यदि लोड रेसिस्टिव है • यदि तो लोड इंडक्टिव है • यदि है तो लोड कैपेसिटिव है अब आइए कुछ उदाहरणों से समझें कि हमने अब तक क्या चर्चा की है आइए देखें कि यदि हमारे पास अनबैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है जो कि 100 V के बैलेंस्ड वोल्टेज से जुड़ा है और फेज सीक्वेंस acb है हमें इस व्यवस्था के लिए हमें लाइन करंट और न्यूट्रल करंट को निकालने की आवश्यकता है जहां तो यदि आप इस स्टार कनेक्टेड लोड को देखते हैं तो बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हमें लाइन करंट के लिए अलग से हल करना होगा क्योंकि लाइन करंट बराबर नहीं है और यह सिस्टम अनबैलेंस्ड है हम निकालते हैं न्यूट्रल लाइन में करंट इस प्रकार निकला जाता है अब हम एक और उदाहरण लेते हैं तो पिछली समस्या में जो हमने देखा था हम 3 वाट मीटर मेथड का उपयोग करेंगे जहां वाट मीटर व्यक्तिगत फेज से जुड़े हैं अनबैलेंस्ड वाई कनेक्टेड लोड द्वारा अब्सोर्बेड टोटल पावर का मेज़रमेंट करने के लिए हमें क्या पता लगाना है हमें वाट मीटर की रीडिंग और टोटल अब्सोर्बेड पावर का पता लगाना है तो इस मामले में हम जानते हैं जबकि

तो वाट मीटर रीडिंग की वैल्यू का आप आसानी से पता लगा सकते हैं इसलिए टोटल अब्सोर्बेड पावर है व्यक्तिगत रेसिस्टर्स द्वारा अब्सोर्बेड पावर को निकाला जा सकता है जो वाट मीटर रीडिंग के बराबर ही है अब यदि आप यह सत्यापित करना चाहते हैं कि क्या आप पी की सही वैल्यू पर आ चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम केवल व्यक्तिगत रेजिस्टेंस द्वारा अब्सोर्बेड पावर निकाल सकते हैं क्योंकि सर्किट में तीन रेजिस्टेंस हैं और रियल पावर केवल रेजिस्टेंस द्वारा अब्सोर्ब की जाएगी तो 15 6 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस हैं हम प्रत्येक और व्यक्तिगत फेज के लिए की वैल्यू को निकाल सकते हैं और जब हम एडिशन करते हैं तो हमें लोड द्वारा अब्सोर्बेड टोटल पावर की वैल्यू 2067 वाट के बराबर मिलती है तो यह बताता है कि हम रियल पावर की सही वैल्यू पर पहुंचे हैं अब हम जल्दी से तीसरे मेथड को भी देखते हैं तीसरा उदाहरण भी यह है कि हमें हर फेज में एवरेज पावर हर फेज में रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर की वैल्यू का पता लगाने के लिए 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग करने की आवश्यकता है और दिया गया है और लाइन वोल्टेज 220 वोल्ट है चूंकि P 1 और P 2 दिया गया है टोटल पावर एवरेज पावर आपको मिलेगा हर फेज में एवरेज पावर तब है टोटल रिएक्टिव पावर को निकाला जा सकता है तो हर फेज में रिएक्टिव पावर है पावर एंगल है इसलिए पावर फैक्टर है पावर फैक्टर लैग कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव है या है तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को समाप्त कर सकते हैं जिसमें हमने अनबैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम के बारे में चर्चा की अगले सप्ताह में हम स्टेट वेरिएबल एनालिसिस से संबंधित विषय शुरू करेंगे धन्यवाद